मैं आपके साथ एक और बहुत अच्छे विषय पर चर्चा करना चाहता हूं जिसका उपयोग आप प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए कर सकते हैं और यह डिजाइन सोच के बारे में है अब जब भी हम चुनौतियों मुद्दों और समाधानों के बारे में बात करते हैं समाधानों को रचनात्मक और नवीन बनाना होगा इसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि हमारे कर्मचारियों के पास डिजाइन सोच के लिए यह दृष्टिकोण है अब जब हम डिजाइन सोच के बारे में बात करते हैं तो पहले हमें यह समझना होगा कि डिजाइन सोच क्या है डिजाइन सोच को आम तौर पर एक विश्लेषणात्मक और रचनात्मक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है हम एक सूचना युग में रह रहे हैं और यदि आप एक शब्द खोजते हैं और आपको एक लाख इकतीस हज़ार आठ सौ और बासठ ब्ला ब्ला ब्ला ब्लाह प्रकार की वेबसाइटें मिलेंगी अब जो आवश्यक है वह मेरे लिए सबसे उपयुक्त वेबसाइट है आपको देखना है ताकि आप अपना समय बचा सकें एक विश्लेषणात्मक नौकरी के लिए यदि कोई व्यक्ति अपने एचआर कौशल के साथ साथ अपने वैचारिक कौशल के साथ साथ अपने नौकरी के ज्ञान के साथ साथ मजबूत विश्लेषणात्मक कौशल भी रखता है तो निश्चित रूप से वह एक अच्छा विचारक हो सकता है तो इसलिए एनालिटिक्स है लेकिन विश्लेषण क्या देता है विश्लेषण आपको परिणाम देते हैं अब परिणामों की इस व्याख्या को चर्चा कहा जाता है जो एक संगठन की बौद्धिक पूंजी है तो अब सवाल यह है कि अगर व्यक्ति तकनीक की बदौलत व्याख्या को ठीक से कर पा रहा है या नहीं तो बिना गहराई से विश्लेषण किए व्यक्ति को नतीजे मिल जाएंगे प्राप्त परिणाम सत्य होगा लेकिन यह अब मानव मस्तिष्क पर निर्भर करता है कि वह रचनात्मक रूप से उन प्रतिक्रियाओं की व्याख्या कैसे कर पाता है यह सब अवसरों में एक व्यक्ति को संलग्न करता है बेहतर व्याख्या करने की क्षमता बेहतर प्रयोग करने का अवसर होगा प्रोटोटाइप मॉडल बनाने के लिए प्रतिक्रिया इकट्ठा करें और फिर से डिज़ाइन करें इस विशेष विश्लेषण के माध्यम से एक अद्भुत अवधारणा है आप प्रयोगों को शुरू कर सकते हैं चाहे जो भी परिणाम प्राप्त हो न केवल प्रयोग आप एक प्रोटोटाइप मॉडल बनाएंगे एक बहुत ही सरल उदाहरण यह है कि हम एसपीएसएस और अन्य सॉफ्टवेयर जैसे पीएचडी कार्यक्रमों में विश्लेषणात्मक सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं तब मामले में प्राप्त परिणाम संरचनात्मक प्रश्न मॉडलिंग और सभी का उपयोग करके एक मॉडल बनाने के आधार पर हो सकता है तब व्यक्ति जो सोचता है उसके अनुसार व्याख्या कर सकेगा और फिर उसके अनुसार वह निर्णय करेगा वह फीडबैक इकट्ठा करेगा क्या प्रतिक्रिया है वह न केवल मात्रात्मक विश्लेषण के आधार पर प्रतिक्रिया एकत्र करेगा बल्कि उसे गुणात्मक विश्लेषण पर भी विचार करना होगा मैंने प्रशिक्षण के अपने पहले मॉड्यूल प्रशिक्षण में अनुसंधान दृष्टिकोण पर चर्चा की है कि आपको प्रतिक्रिया एकत्र करनी है और फिर अपने मॉडल में परिवर्तन करना है तो जो भी परिणाम हैं आप प्रोटोटाइप बना रहे हैं आप प्रयोग करते हैं प्रयोग में आप पाते हैं कि कुछ अन्य आयाम हैं जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है आप इसे फिर से डिज़ाइन कर सकते हैं एक अच्छे डिजाइनर को लचीली और विभिन्न समस्या को सुलझाने की रणनीतियों का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए प्रत्येक रणनीति समान प्रकार की समस्याओं पर लागू नहीं होगी यहां तक कि इसी प्रकार की समस्याओं के लिए भी अलग अलग रणनीतियों को लागू किया जाना है और इसलिए उस मामले में समस्या को सुलझाने की रणनीति होगी और वह चुनें जो सबसे अच्छी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है स्थिति और स्थिति के अनुसार वे इस विशेष आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम होंगे तो यहाँ जब डिजाइन सोच यह न केवल लचीला है यह न केवल विभिन्न रणनीतियों का सुझाव देता है बल्कि यह हमें अलग तरीके से सोचने के लिए एक प्रेरणा देता है विभिन्न रणनीतियाँ हमें एक सबसे अच्छी रणनीति चुनने की अनुमति देती हैं जो स्थिति की आवश्यकता को पूरा करती है निर्णय लेने वाले मॉडल को याद करें जब भी कोई समस्या हो आप समस्या को पहचानने का प्रयास करें इसके माध्यम से हम यह करते हैं कि क्या हम विकल्प बना सकते हैं जितना संभव है कि हम लचीली रणनीति बनाएं समस्या सामाजिक आर्थिक कानूनी या तकनीकी हो सकती है जो भी आपके द्वारा उपयोग किए गए वर्तनी का तरीका है और फिर आपको सबसे उपयुक्त रणनीति का पता चलता है जो इस विशेष समस्या को पूरा करेगा क्यों महत्वपूर्ण है डिजाइन डिजाइन एक शब्द है जो सिद्धांत और अभ्यास को पुल करता है इसलिए आपने जो भी मॉडल डिज़ाइन किया है मान लीजिए कि आप एक स्वतंत्र चर एक आश्रित चर जैसे प्रबंधकीय प्रदर्शन और प्रोत्साहन के बारे में बात कर रहे हैं फिर उस मामले में आप मौद्रिक प्रोत्साहन और गैर मौद्रिक प्रोत्साहन की तरह एक डिज़ाइन बनाते हैं तो आप उपयोग कर रहे हैं कि क्या एक मध्यस्थ है अगर एक मध्यस्थ भूमिका है और फिर आप एक विशेष मॉडल के साथ आ रहे हैं जो एक डिज़ाइन है एक डिजाइन एक अत्यधिक मूल्यवान गतिविधि है अंततः प्रत्येक शोध को एक डिजाइन के साथ बाहर आना चाहिए एक मॉडल होना चाहिए ताकि मॉडल क्षेत्र के काम के बारे में बात कर सके और यह कैसे लागू होगा या यह अवधारणा कैसे लागू होगी नई सूचना अर्थव्यवस्था में डिजिटल युग में अनुशासन अपने आप आ गया है जिसे हमें देखना होगा डिजाइन थिंकिंग और डिजिटल शिक्षाशास्त्र में सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है सहानुभूति हमें किसी विशेष समस्या को सहानुभूति देकर ठीक से समझना होगा इसका क्या मतलब है प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मामले में आप दर्शकों के बारे में जानने वाले हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या हैं कि यह प्रशिक्षु कौन हैं आपके दर्शक कौन हैं वे क्या सीखना चाहते हैं यहां ध्यान बहुत स्पष्ट है कि प्रशिक्षण में सहानुभूति पहले और सबसे महत्वपूर्ण कौशल सीखने के लिए है एक बार जब आप सीख जाते हैं कि वे क्या सीखना चाहते हैं और फिर आप परिभाषित करते हैं परिभाषित का मतलब है सामग्री जो भी सामग्री आप बना रहे हैं फिर उपयोगकर्ता की जरूरतों के आधार पर बिंदु का निर्माण करें सहानुभूति के माध्यम से अब आप समझ गए हैं कि प्रशिक्षु को क्या चाहिए और उन जरूरतों के आधार पर आपको निर्माण बिंदु बनाना होगा जैसे कि यह विवरणिका है यह संपर्क होगा और यह उपयोगकर्ता की आवश्यकता होगी और इसलिए हम करेंगे ध्यान केंद्रित करना और उन उद्देश्यों को तैयार करना जो इस विशेष दर्शक समूह की आवश्यकता होगी फिर हम आइडिएट से जाएंगे आइडिएट का मतलब है मंथन मैंने बुद्धिशीलता पर एक सत्र में चर्चा की है कि कोई व्यक्ति बुद्धिशीलता को कैसे हल कर सकता है और रचनात्मक समाधान के साथ बाहर आ सकता है साधारण उदाहरण जो आपने देखा होगा जब मैंने केस स्टडी एनालिसिस के बारे में चर्चा की थी और केस स्टडी एनालिसिस के दौरान विचार मंथन सत्र हुआ था और समूहों ने सिंडिकेट के तरीकों का इस्तेमाल किया था जब लोगों का एक समूह होता है और जब वे विशेष समस्या पर चर्चा करते हैं तो वे रचनात्मक समाधान के साथ सामने आएंगे रचनात्मक समाधान क्या होना चाहिए एक बार जब आप एक रचनात्मक समाधान के साथ बाहर आते हैं तो आपको उस विशेष समाधान को प्रोटोटाइप करना होगा प्रोटोटाइप का अर्थ है अपने विचारों का प्रतिनिधित्व करना उदाहरण के लिए आप एक विशेष मॉडल बनाना चाहते हैं तो उस स्थिति में यह विशेष रूप से आपके विचारों का निर्माण निरूपण आप इस तरह कह सकते हैं कि A और B दोनों C के लिए जाएंगे और फिर यहाँ पर कोई भूमिका होगी अन्य आयाम इसलिए इस मामले में यह प्रोटोटाइप उस मॉडल को डिजाइन करना है जिसे बनाया गया है इसलिए यदि हम प्रबंधकीय प्रभावशीलता के बारे में बात करते हैं और हम व्यक्तित्व और नेतृत्व की भूमिका के बारे में बात करते हैं कि व्यक्तित्व की भूमिका क्या होगी और प्रबंधकीय प्रभावशीलता पर नेतृत्व एक मॉडल विकसित किया गया है अब इसके विभिन्न आयाम होंगे इन आयामों के आधार पर वे आश्रित चर के साथ बाहर आएंगे इसलिए एक प्रोटोटाइप विकसित किया जाएगा प्रोटोटाइप के आधार पर आप परीक्षण करेंगे अब यह विशेष मॉडल जो भी उस मामले में डिजाइन किया गया है आपको कार्यस्थल पर परीक्षण करना होगा नेतृत्व और व्यक्तित्व प्रबंधकीय प्रभावशीलता पर फर्क पड़ेगा जब आप संगठन में जाते हैं और सर्वेक्षण करते हैं तो आपको वहां आवेदन मिलेगा एक परियोजना के रूप में या शायद एक सलाहकार के रूप में हो सकता है आप इन विशेष विचारों से गुजरेंगे और इसके आधार पर आप आखिरकार डिजाइन की सोच और डिजिटल शिक्षाशास्त्र के साथ आएंगे तो डिजाइनिंग बाय लर्निंग एक मुहावरा है यह प्रक्रिया जिसके द्वारा शिक्षक और प्रशिक्षक जैसे सीखने के समर्थन में शामिल होते हैं एक योजना पर पहुंचते हैं या सीखने की स्थिति के लिए डिजाइन तैयार करते हैं इसलिए एक सरल उदाहरण एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो आप अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम को कैसे डिजाइन करते हैं हमने ब्रोशर के बारे में चर्चा की है लेकिन फिर हमें इस बारे में भी बात करनी होगी कि स्थिति क्या होगी स्थिति एकल कार्य या डिग्री कोर्स के रूप में बड़ी हो सकती है इसलिए यह किसी विशेष छोटे असाइनमेंट से संबंधित हो सकती है या यह पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम के समग्र डिजाइनिंग से संबंधित हो सकती है सीखने की स्थिति में निम्नलिखित में से कोई भी विशिष्ट शैक्षणिक इरादों यानी सीखने के संसाधनों और सामग्रियों के साथ डिज़ाइन किया जा सकता है यह है कि आप अपनी सामग्री और सीखने की प्रक्रिया शिक्षण तकनीकों और विधियों को कैसे डिजाइन करते हैं फिर सीखने का माहौल यानी सीखने और सक्षम करने की स्थिति क्या होगी शर्तों को सक्षम करने का अर्थ है कि न केवल भौतिक स्थिति बल्कि शोर मुक्त परिस्थितियां लेकिन यह लोगों को प्रश्न पूछने और उन्हें पैनल डिस्कशन में अपने ज्ञान को समझने और साझा करने की अनुमति भी देगा यदि आप किसी विशेष मॉड्यूल को याद करते हैं तो मैंने इस बारे में बात की है कि आप एक्सट्रैक्ट करने के लिए पैनल चर्चा का उपयोग कैसे कर सकते हैं प्रशिक्षुओं से ज्ञान और दूसरे प्रशिक्षुओं और साथियों को सीखने दें इसलिए यह सीखने का माहौल होगा जो हम कक्षा में बनाते हैं फिर उपकरण और उपकरण हम किस तंत्र का उपयोग करने जा रहे हैं हो सकता है कि सर्वेक्षण विधि और इसलिए एक सवाल हो सकता है कि उपकरण और उपकरण क्या होंगे समूह गतिविधियों या व्यावसायिक खेल जैसी सीखने की गतिविधियाँ क्या होंगी यही कारण है कि प्रत्येक व्यापारिक कार्यक्रम में हम सामग्री को डिजाइन करने पर्यावरण बनाने मस्तिष्क तूफान समूह चर्चा और पैनल चर्चा के बारे में बात करते हैं सर्वेक्षण पद्धति के लिए प्रश्नावली दी जाती है और इसकी व्याख्या का उपयोग सीखने की गतिविधियों के लिए किया जाता है और खेल शामिल किए जाते हैं इसलिए लोग गतिविधियों के साथ सीखते हैं लर्निंग प्रोग्राम्स पाठ्यक्रम को डिज़ाइन किया गया है और विभिन्न सत्रों के आधार पर हैं अब जब हमारे पास प्रशिक्षण और विकास विश्वविद्यालय का कार्यक्रम है तो इस कार्यक्रम की घोषणा की गई है प्रशिक्षण यदि प्रशिक्षकों तो इस विशेष कार्यक्रम में अन्य प्रशिक्षु सीधे सवाल पूछ सकते हैं और विशेष मुद्दों के बारे में चर्चा कर सकते हैं शिक्षण हमेशा तैयारी और नियोजन की प्रक्रिया में डिजाइन के कुछ तत्वों को शामिल करता है जैसे सत्र की योजना इसलिए हमें सत्रों की योजना बनानी होगी क्योंकि आप कितना समय वितरित करेंगे और सामग्री क्या होगी ई लर्निंग डिजिटल शिक्षण के साथ जानबूझकर डिजाइन की आवश्यकता अधिक स्पष्ट हो जाती है कि मैंने डिजाइन सोच के समय पर चर्चा की है गुणवत्ता आश्वासन और शिक्षण के पेशेवरीकरण का मतलब डिजाइन के लिए एक औपचारिक तरीका भी है पाठ योजनाओं मॉड्यूल सत्यापन दस्तावेजों और Performa के रूप में डिजाइन नियमित रूप से शिक्षण प्रक्रिया से स्पष्ट होते हैं उदाहरण के लिए गुणवत्ता आश्वासन और समीक्षा हम इस प्रकार की डिजाइनिंग प्रक्रिया में उपयोग कर रहे हैं क्योंकि कक्षा के आकार में वृद्धि हुई है अब कक्षा में 80 और अधिक छात्र हैं और अन्य आर्थिक दबावों को शिक्षण प्रक्रिया को सहन करने के लिए लाया गया है यह तेजी से महत्वपूर्ण हो गया है कि प्रभावी शैक्षणिक दृष्टिकोण को साझा और पुन उपयोग किया जा सकता है इसलिए डिजाइन सोच की भूमिका है इसलिए अगर हम समय और विशेषज्ञता का उचित निवेश कर रहे हैं तो यह उनके विकास में आगे बढ़ेगा डिजाइन का एक प्रकार का मामला मामलों के सामान्यीकरण और आवेदन के सामान्य सिद्धांत या यहां तक कि सार्वभौमिक पैटर्न की पेशकश करके भविष्य की डिजाइन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है तो मूल रूप से डिजाइनिंग के चार चरण हैं जांच मेरे उपयोगकर्ता कौन हैं और उन्हें क्या चाहिए उनके लिए कौन से सिद्धांत और सिद्धांत प्रासंगिक हैं एप्लिकेशन इस बारे में बात करते हैं कि इन सिद्धांतों को इस विशेष मामले में या इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में कैसे लागू किया जाना चाहिए यह एक प्रशिक्षण कार्यक्रम से दूसरे प्रशिक्षण कार्यक्रम में भिन्न होगा उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन सा समाधान सबसे अच्छा होगा यह प्रतिनिधित्व है या मॉडलिंग यदि कार्यक्रम परिवर्तन प्रबंधन पर है तो निश्चित रूप से वे समाधान क्या होंगे जिनकी उन्हें तलाश है ये डेवलपर्स और उपयोगकर्ताओं से सीधे कैसे संवाद कर सकते हैं तो यह है कि संचार की प्रक्रिया बेहतर तरीके से समझ का तरीका बनाएगी फिर पुनरावृत्ति डिजाइन विकास की मांगों के लिए कैसे खड़ा होता है क्या हम व्यक्तिगत विकास कैरियर विकास या संगठन विकास के बारे में बात करते हैं क्या यह पूरा होता है या नहीं मिलता है और यह व्यवहार में कितना उपयोगी है यह केवल सैद्धांतिक नहीं होना चाहिए डिज़ाइन मॉडल भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो लागू करने के लिए व्यावहारिक न हो या आपके पास जो स्थितियाँ हों वे कठिन हों तो व्यावहारिक रूप से यह संभव नहीं हो सकता है ताकि आप जांच कर सकें और इस विशेष डिजाइन सोच के लिए जाने के लिए किन परिवर्तनों की आवश्यकता है इसलिए जब हम डिजाइन सोच और सीखने के पहिये के बारे में बात करते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम शिक्षार्थियों को कैसे जोड़ते हैं इसलिए इसलिए प्रौद्योगिकी के विचलन के तीन तरीके वहाँ हैं जो सीखने में वृद्धि हुई है पारंपरिक आमने सामने बातचीत की सर्वोत्तम विशेषताएं और स्व निर्देशित शिक्षा है यह हम सगाई के चार तरीकों की मदद से प्रयास कर सकते हैं सहयोग शिक्षार्थी और प्रशिक्षुओं के बीच सहयोग फिर सीखने की सामग्री जो बहुत महत्वपूर्ण है वही वह है जो वे सीखने जा रहे हैं और इसे उपयोगी और व्यावहारिक बना रहे हैं तीसरा यह है कि आप उनके साथ कैसे संवाद करते हैं इसलिए इसलिए सामग्री क्या है कि आप उनसे संवाद करेंगे अंत में मूल्यांकन अर्थात् यदि आप सीखते हैं तो आप उचित मूल्यांकन कर पाएंगे इसका अर्थ है कि इन विशेष शिक्षण प्रक्रियाओं को किस तरह प्रलेखित प्रस्तुत और मूल्यांकित किया जाना है इसलिए आपकी मूल्यांकन प्रक्रिया बहुत अधिक तकनीकी होनी चाहिए जिसके परिणामस्वरूप सगाई के यह चार तरीके जैसा कि मैंने इस लर्निंग व्हील में वर्णित किया है आपको पता चलेगा कि प्रौद्योगिकी प्रदान करने के तीन तरीके होंगे जो सीखने में वृद्धि हुई है पारंपरिक चेहरे की सर्वोत्तम विशेषताएं से फेस लर्निंग और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होगी इसलिए ये कुछ निश्चित संदर्भ हैं जब भी आप इस डिजाइन सोच के बारे में बात करते हैं जिसे मैंने आपके साथ संदर्भित किया है और साझा किया है तो डिजिटल के लिए इस पुनर्विचार अध्यापन 21 वीं सदी सीखने के लिए बनाया गया है यह हमारे लिए इस माध्यम से जाने और अवधारणा को सीखने के लिए एक अच्छी मदद होगी जो डिजाइन सोच बनाने में हमारी मदद करेंगे डिजिटल शिक्षण का उपयोग शिक्षार्थियों और शिक्षकों प्रशिक्षकों और प्रशिक्षुओं के साथ उचित संचार और उचित सहयोग करता है जिसके परिणामस्वरूप यदि हम शिक्षाशास्त्र के इस पुनर्विचार के साथ जाते हैं और इसे डिजाइन सोच के साथ जोड़ते हैं तो मुझे यकीन है कि जो भी हमारा उद्देश्य है चाहे वह पढ़ाया जाए या ट्रेन यह निश्चित है कि यह बहुत व्यावहारिक है इसलिए मैं यहां इस सत्र को पूरा करता हूं धन्यवाद